इस विशेष मॉड्यूल में आपका स्वागत है और यहाँ वास्तव में यह हमारी अगली कक्षा है तो वास्तव में अगला व्याख्यान और इस व्याख्यान में हमारे पास दो मॉड्यूल होंगे और दोनों मॉड्यूल ऑप एम्प्स पर ध्यान देंगे तो अब हमने देखा है कि आप सर्किट को कैसे डिजाइन और एकीकृत कर सकते हैं जो MOSFET का उदाहरण है और उसी तकनीक का उपयोग सर्किट के डिजाइन के लिए भी किया जाता है इसलिए एक बार जब आप MOSFET को बनाने की प्रक्रिया जानते हैं तो आपको बाकी सभी उपकरणों को बनाने की प्रक्रिया का पता चल जाएगा इसलिए हमने बुनियादी बातों के साथ शुरुआत की और मोनोलिथिक का परिचय दिया है यदि आप प्रथम श्रेणी में याद करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे ऑप एम्प बनाया जाए कैसे MOSFET बनाया जाए और फिर हमने एक वृद्धि प्रकार की कुछ विशेषताओं को भी देखा है डिप्लेशन प्रकार MOSFET हमने MOSFET के लिए एक या दो समस्याओं का समाधान किया है अब देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या हैं और मैंने आप लोगों के लिए प्रयोगों का एक सेट तैयार किया है जो मैं दिखाऊंगा इस विशेष पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है तो आप जानते हैं कि हम वास्तव में इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो आज हम देखते हैं कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं क्या हैं इसलिए जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है तो इसका उपयोग कई ऑपरेशनों को सही करने के लिए किया जाता है यह कड़ी को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है इसे इंटीग्रेटर प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका उपयोग विभेदक प्रदर्शन करने के लिए किया जा सकता है यह एम्पलीफायर है यदि आप उचित प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं यदि आप किसी अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं तो इसे ओस्किलेटर बनाया जा सकता है इसलिए हम ऑप एम्प के कई अनुप्रयोगों को भी देखेंगे तो आइए शुरू करने के लिए देखें कि ऑप एम्प क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और अगर आपको याद है कि हमने इस IC को पहले भी देखा है अब आप जानते हैं कि यह चिप कैसे है या सिलिकॉन चिप के भीतर क्या है और अगर बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं तो कम से कम आप जानते हैं कि हम कैसे एक ट्रांजिस्टर जो कि आपका MOSFET है बना सकते हैं इसलिए जब आप एक ट्रांजिस्टर गढ़ते हैं तो आप उसी प्रक्रिया में लाखों ट्रांजिस्टर का प्रचार कर सकते हैं चाहे आपके पास सब कुछ एक MOSFET हो या आप दस MOSFET का मूल्यांकन कर रहे हों प्रक्रिया समान रहती है अब जब आप ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए कि यह कैसे उभरा था और यह कैसे आविष्कार किया गया था और अब हम क्या उपयोग कर रहे हैं या किस प्रकार के ऑप एम्प्स का उपयोग कर रहे हैं हम सभी सही उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम इस विशेष बिंदु पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम इस बारे में विस्तार से नहीं जा रहे हैं लेकिन अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के संक्षिप्त इतिहास को देखें तो 1946 में वैक्यूम ट्यूब ऑप एम्प के लिए पहला पैटर्न था इसमें ऑप एम्प को वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था क्योंकि पहले के सभी कार्य यदि आप ट्रांजिस्टर देखते हैं यदि आप देखते हैं कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक पहले वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग करते थे और धीरे धीरे प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ हम वर्तमान प्रौद्योगिकी के लिए आए जो कि हमारे IC है इसलिए अगले में पहला वाणिज्यिक ऑप एम्प था जो 1953 में उपलब्ध था इसलिए पहला पेटेंट 1946 में था पहला वाणिज्यिक ऑप एम्प यह इस तरह दिखता है जैसा आप यहाँ देखते हैं और यह 1953 में उपलब्ध था यह पहला वाणिज्यिक ऑप एम्प था कि यह कैसा दिखता था अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1961 में IC असतत IC आधारित ऑप एम्प को असतत करते हैं आप कहते हैं कि IC को असतत कर सकते हैं हम यहाँ कुछ प्रतिरोधों को देख सकते हैं आप अन्य घटकों को देख सकते हैं आप यहाँ कुछ ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं इसलिए IC आधारित ऑप एम्प्स का अविष्कार पहली बार 1961 में हुआ था इसलिए हमने 1946 से शुरुआत की हम 1961 तक पहुंच गए अब पहला व्यावसायिक रूप से मोनोलिथिक ऑप एम्प पहला वाणिज्यिक रूप से सफल मोनोलिथिक ऑप एम्प 1965 में पाया गया था यह पहली बार था जब मोनोलिथिक IC या मोनोलिथिक ऑपरेशन एम्पलीफायर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था और यह सफल रहा फिर 1967 में हमें पहला ऑप एम्प मिला जो इस तरह दिखता था जो वर्तमान में भी हम फेयरचाइल्ड फेयरचाइल्ड द्वारा उसी ऑपरेशन एम्पलीफायर mu A741 का उपयोग कर रहे हैं इसलिए प्रौद्योगिकी के एकीकरण या उन्नति की ओर अग्रसर है जो कि एकीकृत प्रौद्योगिकी है हमारे पास यह विशेष रूप से IC हो सकता है तो बात यह है कि हमने 1946 से शुरुआत की थी और हम 1967 तक पहुँच गए लेकिन फिर भी हम उसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप लोग 1967 में देखते हैं तो यह क्षेत्र विशाल है आप पहले यह समझ सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भीतर क्या है एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप बेहतर ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बना सकते हैं सेमीकंडक्टर उपकरणों के क्षेत्र में जैव चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रदर्शन की बहुत गुंजाइश है और इस सभी क्षेत्र को कम से कम एनालॉग सर्किट के ज्ञान की आवश्यकता होगी ऑप एम्प्स के ज्ञान की आवश्यकता होगी IC के ज्ञान की आवश्यकता होगी और यही कारण है कि यह पाठ्यक्रम एक तरह का बुनियादी या आधार बन जाता है जिसके लिए अत्यंत मजबूत होना आवश्यक है कई अन्य उपकरणों को समझें कई अन्य उपकरणों को ठीक से समझने के लिए तो इसीलिए मैंने इस विशेष पाठ्यक्रम को फैशन में ढाला है कि कोई भी और हर कोई जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी समझ रखता है या सिर्फ बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स इस कोर्स का विकल्प चुन सकता है और यह समझ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें विशेष रूप से ऑप एम्प्स कैसे काम करते हैं विशेष रूप से MOSFETs और IC फिर से आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि मैं इस विशेष विषय की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं इसका कारण यह है कि हमें सभी छात्रों को एक साथ लेकर एक बिंदु पर आना होगा हम वहां और आगे बढ़ सकते हैं हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं तो एक और कोर्स हो सकता है जहां यह इस विशेष पाठ्यक्रम की उन्नति हो सकती है तो वैसे भी स्क्रीन पर वापस आते हैं जो हम जो देखते हैं वह यह है कि हमारे पास यह IC है अब एक बार हमारे पास यह है कि मैं देख रहा हूं कि इस IC के भीतर क्या है ऑपरेशन एम्पलीफायर के भीतर क्या है इसलिए जब आप हमारे एकीकृत सर्किट को लेते हैं जब आप एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेते हैं तो आप जो देखते हैं आप देखते हैं कि पाँच टर्मिनल हैं पांच मुख्य टर्मिनल हैं जो आप उपयोग कर रहे हैं हम कहते हैं कि इनवर्टरिंग टर्मिनल हम कहते हैं कि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल हम कहते हैं सकारात्मक आपूर्ति हम कहते हैं कि नकारात्मक आपूर्ति हम कहते हैं कि उत्पादन अब दो और टर्मिनल हैं टर्मिनल 1 और 5 जो ऑफसेट के लिए उपयोग किया जाता है और फिर टर्मिनल 8 है जो सही से जुड़ा नहीं है तो हमारे पास 8 टर्मिनल IC है हमारे पास एक टर्मिनल IC है जब हम एकल ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं जब हम 741 741 यू ए 741 के बारे में बात करते हैं इसलिए जब हम ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं और हमने टर्मिनलों के बारे में बात की तो पहली बात जो हमें समझनी थी वह यह है कि आपको यह देखना होगा कि हमें 7 और 4 प्लस V को लागू करना है इसे शून्य कहा जाता है पूर्वाग्रह वोल्टेज कहलाते हैं और इस वोल्टेज का एक फायदा है जो हम किसी बिंदु पर देखेंगे या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि इस ऑपरेशन एम्पलीफायर में अनंत इनपुट लाभ जैसे कई लक्षण हैं और यह अनंत इनपुट कैसे प्राप्त करता है जो अधिकतम आउटपुट वोल्टेज है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं भले ही ऑप एम्प में अनंत इनपुट लाभ हो यहां तक कि अगर ऑप एम्प में अनंत इनपुट लाभ है जो कि अधिकतम उत्पादन है जो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में मिलता है तो हम देखेंगे अभी सिर्फ यह समझें कि इसकी पाँच टर्मिनल हैं इसमें पाँच टर्मिनल सकारात्मक हैं इसकी नकारात्मक आपूर्ति है अब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट विपरीत ध्रुवीयता में है जिसका मतलब है कि अगर मैं इस विशेष फैशन अधिकार में एक इनपुट लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट मेरा उत्पादन यहां ध्रुवीयता के विपरीत होगा ध्रुवता विपरीत है यदि यह 0 डिग्री है तो आप देख सकते हैं कि यह चरण के बाहर 180 डिग्री है तो यह 0 डिग्री है यह चरण से 180 डिग्री दूर है तो यह एंटीपेज़ आउटपुट है जब हम टर्मिनल नंबर दो पर इनपुट लागू करते हैं जब इनपुट और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल अगर मैं नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लागू करता हूं तो अब मैं यहां क्या करूंगा मैं इनपुट लागू करूंगा तो मेरा आउटपुट चरण में होगा आप समान ध्रुवीयता देखते हैं फिर ओपेरा ऑप एम्प गढ़ा है तो अब हम समझते हैं कि अगर मैं इन्वर्टिंग पर इनपुट लागू करता हूं तो आउटपुट चरण से बाहर हो जाएगा यदि मैं नॉन इनवर्टिंग पर सिग्नल लागू करता हूं तो आउटपुट चरण में होगा फिर दूसरी बात क्या है ऑप एम्प को छोटे सिलिकॉन चिप पर गढ़ा जाता है जिसे हमने देखा है और इस ऑप एम्प में लाखों MOSFETs अरबों ट्रांजिस्टर हैं और ट्रांजिस्टर को कैसे तैयार किया जाए हमने देखा है कि कैसे MOSFET गढ़ना है हमने देखा है कि कैसे MOSFET गढ़ना वास्तव में प्रक्रिया प्रवाह वास्तविक निर्माण नहीं है लेकिन कम से कम अब हम जानते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप यह कैसे समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया प्रवाह क्या है तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ और क्योंकि मुझे पता है कि MOSFET कैसे बनाया जाता है मुझे पता है कि हम एक सिलिकॉन चिप पर लाखों MOSFET कैसे रख सकते हैं अब हम देखते हैं कि यह ऑप एम्प एक छोटे सिलिकॉन चिप पर गढ़ा गया है और एक उपयुक्त मामले में पैक किया गया है ठीक गेज तारों का उपयोग आपने चिप को बाहरी लीडों से जोड़ने के लिए किया है हमने इसे पिछली स्लाइड में देखा है अब आइए देखें कि ट्रांजिस्टर के ऊपर ऑप एम्प का कुछ दिलचस्प लाभ है पहला ऑप एम्प एक एकीकृत सर्किट पर निर्मित उच्च लाभ वाला एम्पलीफायर है यह एक उच्च लाभ एम्पलीफायर है यह ट्रांजिस्टर का संयोजन है अगर यह एक पिन सिर के आकार में पंजीकृत है तो इसका मतलब है कि जब आप एक छोटे सिलिकॉन चिप लेते हैं तो इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक FETs इत्यादि शामिल हो सकते हैं और यह है कि और इसका अत्यधिक लाभ है तो दो चीजें जिन्हें हम ऑप एम्प के बारे में समझते थे इसमें अत्यधिक लाभ होता है और इसमें बहुत सारे घटक होते हैं फिर आप एम्प्स के अनुप्रयोग क्या हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अनुप्रयोग क्या हैं इसका उपयोग ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में किया जा सकता है इसका उपयोग सिग्नल जनरेटर के रूप में किया जा सकता है इसका उपयोग सिग्नल फ़िल्टर के रूप में किया जा सकता है इसका उपयोग एक बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कई अन्य अनुप्रयोगों के रूप में किया जा सकता है हम देखेंगे कि इसका उपयोग सिग्नल जनरेटर के रूप में कैसे किया जा सकता है हम ऑप एम्प का उपयोग करके फ़िल्टर डिजाइन कर सकते हैं और हम एक उदाहरण भी लेंगे तो यह कहते हुए कि ऑप एम्प के फायदे क्या हैं हमें ट्रांस एम्पलीफायर पर ऑप एम्प का उपयोग क्यों करना है हमने ट्रांजिस्टर बेस एम्पलीफायर सीई एम्पलीफायर सीसी एम्पलीफायर सीबी एम्पलीफायर देखा है मुझे ऑप एम्प का उपयोग क्यों करना पड़ा क्यों मैंने ऑप एम्प का सही उपयोग किया है ये बहुत कम उदाहरण हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं तो ऑप एम्प का लाभ पहले कम बिजली की खपत है फिर लागत कम है तो जब आप एक आईसी खरीदते हैं तो यह 15 रुपये 15 भारतीय रुपये के समान होगा तो यह वास्तव में बहुत सस्ता है कम लागत है फिर आईसी इतना छोटा आईसी है तो यदि आपके पास आईसी है तो आप जो देखेंगे वह बहुत छोटा है और इसीलिए यह अधिक कॉम्पैक्ट है विश्वसनीय यह अधिक विश्वसनीय है अंत में उच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है और डिजाइन बेहद सरल है क्योंकि अगर मेरे पास ऑप एम्प है तो अगर मैं इनवर्टर एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ दो प्रतिरोधों को डालना होगा और वह यह है अगर मैं दो गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर को फिर से दो प्रतिरोधक बनाना चाहता हूं और वह यह है इंटीग्रेटर विभेदक एक संधारित्र एक अवरोधक और वह यह सही होगा ओस्लटर LC या R एक विशेष गठन विशेष संयोजन में मैं ओस्किलटर प्राप्त कर सकता है इसलिए जब हम ट्रांजिस्टर आधारित एम्पलीफायरों पर ऑप एम्प का उपयोग करते हैं तो एनालॉग सर्किट को डिजाइन करना बेहद आसान हो जाता है तो अब हम देखते हैं तो अब आपने इसे सही कहा है कि हमारे पास बहुत अधिक लाभ है हमारे पास बहुत सारे घटक हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कई फायदे हैं आइए हम अगली विशेषताओं पर जाएं आदर्श परिचालन एम्पलीफायरों हम अब आदर्श स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि सच में या व्यावहारिक रूप से मामला क्या है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं यदि आप इन बिंदुओं को याद करते हैं तो यह कई रास्तों में दोहराया जाता है जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं पहला बिंदु यह है कि इसमें अनंत वोल्टेज लाभ है और वोल्टेज अंतर इनपुट को आवर्धित रूप से बढ़ाया जाता है इसका मतलब है कि अगर मैं आवेदन करता हूं तो मैं आवेदन कर सकता हूं तो अनंत वोल्टेज लाभ का मतलब है कि मेरे पास एक ऑप एम्प है और मेरे पास इनवर्टर टर्मिनल नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है मान लें कि टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हूं मैं ग्राउंडिंग कर रहा हूं नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल मैं सिग्नल लगा रहा हूं जो कि 1 वोल्ट 1 वोल्ट पीक टू पीक है और और इसका अर्थ यह है कि परिमित वोल्टेज लाभ में कितना मैं उत्पादन कर सकता हूं क्या मैं एक वोल्टेज उत्पन्न कर सकता हूं जो कि 100 वोल्ट की चोटी से शिखर तक है क्योंकि इसमें अनंत अधिकार हैं तो परिमित वोल्टेज लाभ में मेरे पास अनंत मात्रा में वोल्टेज हो सकता है मुझे 1 1 मिलियन बार आउटपुट मिल सकता है मेरे पास इतना अधिक वोल्टेज हो सकता है इसलिए जो हम देखेंगे हम देखेंगे कि यह उत्पादन परिमित वोल्टेज लाभ में है यहां तक कि यह परिमित वोल्टेज लाभ में है आउटपुट आपूर्ति वोल्टेज से अधिक नहीं हो सकता है तो क्या आपूर्ति वोल्टेज आपके प्लस Vcc आपके माइनस Vcc है तो यहां तक कि आपका आउटपुट इनपुट छोटा है हम कहते हैं 1 वोल्ट अधिकतम आउटपुट जो मुझे मिल सकता है वह है 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट देखें और उससे थोड़ा कम आप प्रयोगों में यह भी देखेंगे कि इसका मतलब है कि आप एक एम्पलीफायर के रूप में ऑप एम्प का उपयोग कर सकते हैं और इसमें एक अनंत वोल्टेज लाभ होता है लेकिन यह फिर से आपूर्ति वोल्टेज या पूर्वाग्रह वोल्टेज द्वारा नियंत्रित होता है जिसे हम ऑप एम्प पर लागू करते हैं तब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लागू होते हैं यह परिमित वोल्टेज लाभ में समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह सच है कि व्यावहारिक ऑप एम्प्स में प्रायोगिक ऑप एम्प्स में सही है आप देखेंगे कि लाभ बहुत अधिक है अगला एक परिमित इनपुट प्रतिबाधा में है इसलिए दो ऑप एम्प्स में कोई करंट प्रवाह नहीं है क्योंकि यदि प्रतिबाधा बहुत अधिक है तो करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है मान लीजिए मैं प्रतिरोध के बारे में बात करता हूं कि प्रतिरोध बहुत अधिक है प्रवाह कर सकता है यह प्रवाह नहीं करेगा इसी तरह यदि प्रतिबाधा बहुत अधिक है तो प्रवाह करंट प्रवाह कर सकता है इनपुट में प्रवाहित नहीं हो सकता है विद्युत प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो सकता है अब प्रयोगात्मक ऑप एम्प्स में या व्यावहारिक ऑप एम्प्स में हम क्या देखेंगे कि इनपुट प्रतिबाधा FET आधारित ऑप एम्प्स के लिए शक्ति 12 ओम के बारे में 10 है अब यह बिंदु अनंत इनपुट प्रतिबाधा है लेकिन इसमें अनंत इनपुट प्रतिबाधा क्यों है क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट हम FETs MOSFETs MOSFETs का उपयोग कर रहे हैं यह बहुत उच्च इनपुट प्रतिबाधा है जिसे हम जानते हैं तो आपको यह भी देखना है कि ऑप एम्प् का पहला चरण क्या है और ऑप एम्प् का अंतिम चरण क्या है इसलिए जब हम समझते हैं कि ऑप एम्प् के पहले चरण में क्या है तो आप यह भी देखेंगे कि एम्पलीफायर जो ऑप एम्प् के पहले चरण को डिजाइन कर रहा है में अत्यधिक उच्च इनपुट प्रतिबाधा है और एम्पलीफायर जो कि ऑप एम्प् के अंतिम चरण में होता है उसके पास बहुत कम इनपुट प्रतिबाधा होती है इसीलिए जब हम ऑप एम्प के इनपुट प्रतिबाधा के बारे में देखते हैं तो यह अनंत है या यह बहुत अधिक है जब हम आउटपुट प्रतिबाधा के बारे में बात करते हैं तो यह 0 है या यह कम है अंतिम असीम रूप से तेज़ है यह बहुत तेज़ है इसमें अनंत बैंडविड्थ है यह इस तरह से है जब हम आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक सीमित है और इसे स्लू रेट को समझकर भी निर्धारित किया जा सकता है इसका मतलब है अगर मैं इनपुट पर इस सिग्नल को लागू करता हूं तो क्या मैं आउटपुट में एक साथ बदलाव को ठीक से देख सकता हूं इसमें कुछ कमी है तो वह कमी क्या है मेरा ऑप एम्प आउटपुट कितनी तेजी से इनपुट को ट्रैक कर सकता है इसलिए यह स्लीव दर से होगा क्योंकि मैं आपको बाद में स्लीव दर भी दिखाऊंगा तो मुद्दा यह है कि हमने स्लीव दर जो कि माइक्रोसेकंड से 05 से 20 माइक्रो 20 वोल्ट है हमारे पास कुछ मेगाहर्ट्ज़ रेंज है जो आपकी बैंडविड्थ है वही आपका बैंडविड्थ है हालांकि आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर यह असीम रूप से तेज है तो हम यहाँ से क्या समझते हैं कि हम परिमित इनपुट लाभ परिमित इनपुट प्रतिबाधा शून्य उत्पादन प्रतिबाधा असीम तेजी से एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर की चार मुख्य विशेषताओं को समझते हैं लेकिन वास्तविक ऑप एम्प के मामले में व्यावहारिक ऑप एम्प के मामले में जो हम समझते हैं कि वोल्टेज अंतर बहुत अधिक है इनपुट बहुत उच्च सीमा पर बढ़ाया जाता है लेकिन अनंत इनपुट प्रतिबाधा अत्यंत उच्च नहीं है लेकिन अनंत आउटपुट नहीं है प्रतिबाधा शून्य के करीब है लेकिन शून्य नहीं है यह असीम रूप से तेज़ नहीं है लेकिन यह बहुत तेज़ है और यह कुछ मेगाहर्ट्ज़ सीमा तक सीमित है यह व्यावहारिक ऑप एम्प्स के मामले हैं ऊपर वाला पहले वाला है जो मैं यहां ले रहा हूं ये सभी एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं है अब जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो आपको सुनहरे नियमों को समझना पड़ता था ये सुनहरे नियम क्या हैं दो सुनहरे नियम हैं सुनहरे नियम दो सुनहरे नियम जब किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यवस्था में ऑप एम्प को कॉन्फ़िगर किया जाता है तो यह निम्नलिखित दो नियमों का पालन करेगा तो अब आप वाक्य को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि क्या लिखा है जब ऑप एम्प किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यवस्था में कॉन्फ़िगर किया गया है इसलिए जब आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो यह सुनहरा नियम आपके नकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर जाता है तो ये निम्नलिखित नियम क्या हैं तो पहला नियम यह है कि ऑप एम्प के इनपुट में कोई करंट ड्रॉ या सोर्स नहीं है या कोई करंट नहीं है ड्रॉ नो करंट को ड्रा करें इसका मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट यहाँ 0 है और यह सच है कि प्रतिक्रिया है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह सच है यहां तक कि प्रतिक्रिया भी नहीं है पहला गोल्डन रूल इनपुट ऑप -एम्प कोई करंट नहीं खींचेगा दूसरा ऑप -एम्प इस दो के बीच वोल्टेज अंतर बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा तो दो इनवर्टिंग और गैर इनवर्टिंग टर्मिनल के बीच या इनपुट टर्मिनलों के बीच वोल्टेज अंतर 0 होना चाहिए तो ऑप एम्प वोल्टेज अंतर को बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा V1 V2 0 है दो स्वर्ण नियमों को समझा पहले ऑप एम्प के अंदर करंट इनपुट करंट होता है कोई करंट नहीं होता है क्योंकि यह ऑप एम्प को कोई करंट इनपुट नहीं कर सकता है दूसरा वोल्टेज अंतर है तो दो इनपुट के बीच वोल्टेज का अंतर शून्य होगा यह ऑप -एम्प वह करेगा जो इनपुट वोल्टेज अंतर या वोल्टेज अंतर को इनपुट टर्मिनलों के बीच शून्य बना सकता है ये दो सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमें याद रखना था जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझते हैं इसलिए अगर मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं तो मैं देखूंगा कि मुझे आदर्श ऑप एम्प बनाम वास्तविक ऑप एम्प की तुलना करनी थी इसलिए यदि आप यह कह सकते हैं कि स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करें जो हम देखते हैं कि पैरामीटर विचार ऑप एम्प के लिए लिखे गए हैं तो वहां पर वास्तविक ऑप एम्प है या व्यावहारिक ऑप एम्प है या क्या आप यहां देखते हैं कि हम क्या थे सही चर्चा करना परिमित में विभिन्न वोल्टेज लाभ परिमित में दूसरे बैंडविड्थ उत्पादों परिमित में इनपुट प्रतिरोध आउटपुट प्रतिरोध शून्य यह वही है जो हमने देखा है लेकिन जब हम वास्तविक ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं या हम व्यावहारिक ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह अनंत नहीं है यह बहुत अधिक है यह 0 नहीं है यह कम है या 0 के करीब है तो यह आदर्श बनाम वास्तविक ऑप एम्प है यह आपका ओपन लूप गेन इनपुट है अंतर इनपुट वोल्टेज Vi1 Vi2 अब आप देखते हैं कि कोई संबंध नहीं है क्योंकि परिमित इनपुट प्रतिबाधा में है एक शून्य प्रतिरोध आपको इस आदर्श ऑप एम्प को देखना होगा इसका शून्य प्रतिरोध है आप यहां देख सकते हैं यह परिमित में अंतर वोल्टेज लाभ में है आपको यहां इनपुट प्रतिरोध अनंत देखना होगा आप यहां देख सकते हैं लेकिन वास्तविक ऑप एम्प के मामले में यह एक ही सर्किट क्या होगा लेकिन यहां हम एक प्रतिरोध डाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास रोकनेवाला का कुछ मूल्य है यह बहुत अधिक है लेकिन अभी भी यह वहां है इसलिए हमने इनपुट टर्मिनलों के बीच में एक रजिस्टर का उपयोग किया है तब हमारे पास बहुत अधिक लाभ है आप देखें कि अवरोधक लगभग 106 से 1012 ओम है इसका बहुत अधिक लाभ 105 से 109 है फिर इसमें कम प्रतिरोध कम आउटपुट प्रतिरोध है तो अभी भी एक प्रतिरोध है यह 0 नहीं है इसलिए जो हम आदर्श ऑप एम्प में देख चुके हैं उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हमें रजिस्टर रखना था हमें एक रेसिस्टर सम्मिलित करना होगा जो हमने किया है हमने एक रेसिस्टर डाला है और यह अवरोधक मान कम है अंत में हम आउटपुट वोल्टेज दिखा रहे हैं यहां हमने आउटपुट वोल्टेज भी दिखाया है यह है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बराबर सर्किट कैसे आकर्षित कर सकते हैं यह है कि आप आदर्श बनाम वास्तविक या वास्तविक या व्यावहारिक ऑप एम्प के समतुल्य सर्किट को कैसे आकर्षित कर सकते हैं आदर्श या वास्तविक या व्यावहारिक ऑप एम्प अब हम बिजली की आपूर्ति देखते हैं तो आपने देखा है कि अगर मैं 7 और 4 पर प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट लगाता हूँ तो यह संतुलित बिजली की आपूर्ति द्वारा संतुलित होगा क्योंकि दोनों समान प्लस 15 माइनस 15 हैं लेकिन कुछ मामलों में हम प्लस 15 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट भी लागू करेंगे जो मेरी असंतुलित बिजली आपूर्ति होगी तो op amp एक दोहरी बिजली की आपूर्ति पर काम करता है लेकिन कभी कभी हम यह भी देखेंगे कि एक टर्मिनल को इस तरह से ग्राउंड किया जा सकता है और केवल एक टर्मिनल हम कुछ वोल्टेज लागू कर रहे हैं लेकिन वैसे भी बिंदु दोहरी बिजली की आपूर्ति पर सामान्य ऑप एम्प कार्यों में है दोहरी बिजली की आपूर्ति प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 22 है ये दोहरी बिजली की आपूर्ति हैं और मैंने इसे जानबूझकर रखा है ताकि आप यह समझें कि अधिकांश समय आप यह देखेंगे कि हम प्लस माइनस 15 वोल्ट लगा रहे हैं अब आउटपुट को आउटपुट टर्मिनल के बीच ले जाया जाता है और ग्राउंड को सिंगल एंडेड आउटपुट कहा जाता है इसलिए यदि आउटपुट को इस तरह लिया जाता है जिसे हम पहले से ही इस तरह से जानते हैं तो यह आपका सिंगल एंडेड आउटपुट है आउटपुट टर्मिनल और जमीन के बीच का आउटपुट है फिर सिंगल इंटरनल है लेकिन कभी कभी हम आउटपुट को 7 से और 4 से लेते हैं जिसे डबल एंडेड आउटपुट कहा जाता है तो वह क्या है दो टर्मिनलों के बीच और जमीन के संबंध में नहीं लिया गया आउटपुट डबल एंडेड आउटपुट या संतुलित आउटपुट कहलाता है क्योंकि कोई भी टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं होता है इसे फ्लोटिंग आउटपुट भी कहा जाता है आप यहाँ इस विशेष मामले में एकल आउटपुट को देखते हैं एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के संबंध में ग्राउंड है तो यह भी कहा जाता है कि यह फ्लोटिंग नहीं है लेकिन इस विशेष मामले में आप यहां से आउटपुट ले रहे हैं और यहां देखें कि 7 और 4 के बीच है लेकिन पिन में से कोई भी ग्राउंडेड नहीं है और वह है क्यों इसे फ्लोटिंग आउटपुट भी कहा जाता है इसे डबल एंडेड आउटपुट भी कहा जाता है तो यह वही है जो हम ऑप एम्प बिजली की आपूर्ति और ऑप एम्प आउटपुट के बारे में समझ रहे हैं कि उन्हें कैसे लिया जाता है या तो उन्हें सिंगल एंड लिया जाता है या उन्हें डबल एंड लिया जाता है या तो हम संतुलित बिजली की आपूर्ति को लागू कर रहे हैं या हम असंतुलित पावर को लागू कर रहे हैं इसलिए अगर मैं अगले सेक्शन में जाता हूं जो ऑप एम्प्स में फीडबैक होगा इसलिए मैं क्या करूंगा कि इस विशेष स्लाइड को समाप्त कर दें जिसे अब हम समझ गए हैं कि ऑप एम्प क्या है ऑप एम्प के सुनहरे नियम क्या हैं और खुले के लक्षण क्या हैं और बिजली की आपूर्ति क्या है चाहे वह असंतुलित हो या संतुलित बिजली आपूर्ति उसी तरह सिंगल एंडेड या डबल एंडेड आउटपुट अब अगले मॉड्यूल में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को समझेंगे तब तक आप क्या करते हैं आप फिर से इस स्लाइड को देखें ये बहुत आसान हैं बहुत बुनियादी स्लाइड और मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूंगा जहां हम ऑप एम्प्स को आगे समझेंगे कि वे क्या बनाते हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर क्या हैं तब तक आप ध्यान रखें आप से मुलाकात होगी अलविदा